अब हम इस एम्पलीफायर की स्विंग लिमिटस को इव़ैल्यूएट करते हैं जो मैंने यहां दिखाया है वह सोर्स फीडबैक बायसिंग के साथ एक कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है स्विंग सीमा कुल क्वान्टिटीज पर निर्भर करती है जब कुल ड्रेन सोर्स वोल्टेज कुल गेट सोर्स वोल्टेज माइनस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से छोटा हो जाता है यह ट्राइओड रीजन में प्रवेश करता है इसी प्रकार जब कुल ड्रेन करंट शून्य हो जाती है तो यह कट ऑफ में चला जाता है तो सबसे पहले हमें यह करना है कि इसमें कुल क्वान्टिटीज को इव़ैल्यूएट करना है जो ऑपरेटिंग पॉइंट प्लस इंक्रीमेंटल वैल्यूज है और मैंने पूरी पिक्चर में दिखाया है कि मैं पहले क्या करूँगा ऑपरेटिंग पॉइंट वैल्यूज को लिखना है ऑपरेटिंग पॉइंट वैल्यूज VGS 3 वोल्टस होगा VDS 4 वोल्टस होगा क्योंकि यहां यह नोड पर मैं मानूगा कि R2R1R2415 है इसलिए यह 4 वोल्टस पर होगा यह 5 वोल्टस पर होगा क्योंकि यह 200 μA 50 kΩ के माध्यम से बहती है 10 वोल्टस ड्राप देने के लिए इसलिए 15 10 5 वोल्टस यहां है और क्योंकि इस एमओएस ट्रांजिस्टर में 200 μA करंट 3 वोल्ट गेट सोर्स वोल्टेज की आवश्यकता होती है सोर्स 1 वोल्ट पर होगा तो VGS 3 वोल्टस है और ऑपरेटिंग पॉइंट पर VDS 4 वोल्टस है और ड्रेन करंट ID यह 200 μA है तो ID 200 μA है अब इंक्रीमेंटल क्वान्टिटीज के बारे में क्या है हम इंक्रीमेंटल पिक्चर को लिख सकते हैं और इव़ैल्यूएट कर सकते हैं जैसा कि हमने पाठ्यक्रम की शुरुआत में चर्चा की थी इंक्रीमेंटल पिक्चर की उपयोगिता केवल इंक्रीमेंट की गणना करना है और फिर हम कुल प्राप्त करने के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट में जोड़ते हैं vi यहां है मै मानूंगा कि सभी कपैसिटरस शॉर्ट सर्किटस की तरह व्यवहार करने के लिए काफी बड़े हैं और हमारे पास R1 R2 है क्योंकि इनपुट सोर्स में कोई आंतरिक रेजिस्टेंस नहीं है इस जगह में कोई भूमिका नहीं है और इंक्रीमेंटल पिक्चर में हमारे पास ट्रांजिस्टर vGS है जहा सोर्स ग्राउंड से शॉर्ट है हमारे पास gmvGS और RD और RL है इंक्रीमेंटल पिक्चर में सोर्स शून्य वोल्ट पर है जो इंक्रीमेंटल सोर्स वोल्टेज शून्य है जिसका अर्थ है कि सोर्स वोल्टेज बिल्कुल नहीं बदलता है ऑपरेटिंग पॉइंट पर यह 1 वोल्ट पर था वृद्धि शून्य है यह 1 वोल्ट पर बना रहेगा इंक्रीमेंटल गेट वोल्टेज vi है और इंक्रीमेंटल ड्रेन वोल्टेज gmRD और निश्चित रूप से इंक्रीमेंटल ड्रेन करंट iD gmvGSके अलावा कुछ भी नहीं है मुझे ऑपरेटिंग पॉइंट क्वान्टिटीज को VGS0 और VDS0 और ID0 के रूप में संदर्भित करने दें और इंक्रीमेंटल क्वान्टिटीज vGS vi होगी क्योंकि गेट पर आपके पास vi है सोर्स आपके पास शून्य है और vDS gmRD और यह विशेष मामला में यह 200μS25kΩvi 5vi है और इंक्रीमेंटल ड्रेन करंट iD gmvi 200μS viहै अब कुल क्वान्टिटीज प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है ऑपरेटिंग पॉइंट को इंक्रीमेंटल क्वान्टिटीज में जोड़ना है VGSVGS0vi है इस विशेष सर्किट में जो 3 volts vi और VDSVDS0 gmRD RLvi है जो 4 volts 5 vi है और कुल ड्रेन करंट IDID0gmvi200 μA 200 μSvi है तो अब हमारे पास VGS VDS ID के रूप में कुल क्वान्टिटी है जिसका मतलब यह है कि vi की भिन्नता हर पल में है हम VGS और VDS जानते हैं इसलिए हम गणना कर सकते हैं जब यह ट्राइओड रीजन में प्रवेश करता हैं या जब यह कट ऑफ में प्रवेश करता हैं और इसी तरह सबसे पहले हम एक ट्राइओड रीजन द्वारा लगाई गई लिमिट को देखें अब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में बना हुआ है यदि VDSVGS VT है और अन्यथाVDSVGS VT है तो यह ट्राइओड रीजन में प्रवेश करता है अब इस लिमिट को इव़ैल्यूएट करने के लिए हमें यहां कुल क्वान्टिटीज को प्रतिस्थापित करना होगा इसलिए सैचुरेशन में रहने के लिए VDS जो VDS0 gmRD RLviVGStotalVGS0vi VT है इस इनिक्वालटी को पुन व्यवस्थित करके हमें viVDS0 VGS0VT1gmRD RL प्राप्त होता है तो यह तब तक लिमिट है जब तक vi इससे कम नहीं है ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में होगा अब सहजता से यह स्पष्ट है कि क्यों ट्रांजिस्टर ट्राइओड रीजन में प्रवेश कर सकता है ऐसा होता है जब गेट पाज़िटिव में स्विंग हो जाता है जब पाज़िटिव viगेट वोल्टेज इसके क्वोशन्ट वोल्टेज से आगे बढ़ता है और चूंकि गेट वोल्टेज बढ़ता है ड्रेन करंट बढ़ता है और एक ड्रेन करंट के रूप में जो इस तरह खींच रहा है ड्रेन वोल्टेज गिर जाएगा यह कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के इंक्रीमेंटल गेन से भी स्पष्ट है जो नेगेटिव है जिसका अर्थ है कि जब vi पाज़िटिव वृद्धि है तो यहां नेगेटिव होगी तो जैसे ही गेट ऊपर जाता है ड्रेन नीचे आती है तो आप देख सकते हैं कि यह ट्राइओड रीजन की तरफ बढ़ रहा है क्यों यह लिमिट समझ में आती है सबसे पहले यह VDS0 VGS0 क्या है यह ऑपरेटिंग पॉइंट पर क्वोशन्ट कन्डिशन में ड्रेन और गेट के बीच अलगाव है यह VDS0 पर है और यह VGS0 पर है हम कहते हैं कि VDS0 वहां है मैं वहां पर इन लेवलस VGS0 इंगित करता हूं इसलिए बड़ी लिमिट से शुरू होने वाला बड़ा अलगाव vi लिए होगा क्योंकि तब जाने के लिए बहुत अधिक जगह है गेट वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है और ड्रेन वोल्टेज को कम करना पड़ता है जब तक यह ट्राइओड रीजन में प्रवेश नहीं करता है इसलिए यदि आप ड्रेन और गेट के बीच एक बड़ा अलगाव शुरू करते हैं तो लिमिट बड़ी होगी और फिर प्लस VT है क्योंकि ड्रेन गेट वोल्टेज से नीचे जा सकता है लेकिन एक से अधिक VT नहीं इसलिए हमारे पास एक अतिरिक्त VT है और डिनामनैटर में हम 1gmRD RL हासिल करते हैं हमें यह क्यों मिलता है सबसे पहले हम इनपुट पर लिमिट को इव़ैल्यूएट कर रहे हैं

इसलिए यदि गेट वोल्टेज एक यूनिट द्वारा ऊपर चला जाता है तो ड्रेन वोल्टेज गेन यूनिटस से गिर जाता है और यदि आप दोनों के बीच अलगाव देखते हैं तो गेट एक यूनिट द्वारा ऊपर चला गया है तो ड्रेन गेन यूनिटस से गिर गई है इसलिए दोनों के बीच अलगाव वास्तव में 1 प्लस गेन यूनिटस से कम हो गया है तो यह थोड़ा ऊपर चला जाता है यह बहुत नीचे गिर जाता है तो हमारे पास डिनामनैटर में 1 प्लस गेन है इसलिए इस इक्स्प्रेशन कोई मतलब नहीं है और इस ट्राइओड रीजन की स्थिति के कारण इस स्विंग लिमिट को बढ़ाने के लिए आपको एक बड़े VDG0 के साथ काम करना होगा जो कि क्वोशन्ट कन्डिशन में ड्रेन और गेट के बीच बड़ा अलगाव है ड्रेन को गेट के सापेक्ष में पर्याप्त रूप से बाइअस करना चाहिए ताकि यह ट्राइओड रीजन से बहुत दूर हो ताकि आपको बहुत बड़ी स्विंग लिमिट मिल सके